हमने देखा कि हमारे सर्किट में स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत होने पर भी तीन समीकरण और तीन चर कैसे प्राप्त करें तीन चर V1 V2 V3 हैं और मैं इन तीन चरों के लिए हल कर सकता हूं अब यह ठीक है हमने अज्ञात धारा I12 के साथ नोड 1 के लिए समीकरण लिया और हमने नोड 2 के लिए समीकरण लिया जिसमें एक ही अज्ञात धारा I12 है लेकिन विपरीत संकेत के साथ हम इन दोनों को मिलाते हैं और उस चर को हटा देते हैं हम अभी भी जो चाहते हैं वह इस मध्यवर्ती अतिरिक्त चर के माध्यम से जाने के बिना इन सभी समीकरणों को लिखने का एक सीधा आगे का तरीका है यदि आपको याद है कि हमने नोडल विश्लेषण के लिए भी यही किया था तो उन्होंने किरचॉफ के नियम के साथ शुरुआत की और फिर प्रत्येक की पहचान उन पर वोल्टेज और उन शाखाओं में प्रतिरोधों के साथ की लेकिन अंत में जब हमने समीकरणों की संरचना को लिखा हम बस सर्किट को देख सकते हैं और कंडक्टैंस मैट्रिक्स लिख सकते हैं इसलिए हम यहां भी यही चाहते हैं और यह संभव भी है क्योंकि यदि आप देखते हैं कि क्या हो रहा है जब हम नोड्स 1 और 2 के समीकरणों को जोड़ते हैं मुझे इस सर्किट की नकल करने दो नोड 1 के लिए समीकरण यह कहता है कि बाईं ओर हमारे पास नोड 1 को बाहर निकलने वाली धाराओं का योग नोड 1 में इंजेक्ट किए गए स्वतंत्र प्रवाह के बराबर होगा और इसी तरह नोड 2 पर हमारे पास नोड 2 बाहर निकलने वाली धाराओं का योग है जो नोड 2 में इंजेक्ट किए गए स्वतंत्र करंट के बराबर है जब हम इनका योग करते हैं तो क्या होता है हमारे पास नोड्स 1 और 2 बाहर निकलने वाली धाराओं का योग होगा जो नोड्स 1 और 2 को घेरने वाली सतह को बंद कर देगी क्योंकि पहले समीकरण में नोड 1 और नोड 2 के बीच बहने वाली कोई भी धारा विशेष चिह्न के साथ दिखाई देगीऔर दूसरे समीकरण में विपरीत चिन्ह के साथ वही धारा दिखाई देगी इसलिए जब आप योग करते हैं तो नोड्स 1 और 2 के बीच बहने वाली कोई भी धारा रद्द हो जाएगीऔर जो बचा है वह मूल रूप से 1 और 2 नोड्स को घेरने वाली सतह को छोड़ने वाली धाराओं का योग हैमूल रूप से यह सतहयह वह सतह है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं और दाहिनी ओर क्या होगा हमारे पास नोड्स 1 और 2 में इंजेक्ट की गई कुल स्वतंत्र धाराएँ होंगी ताकि इसके लिए बस इतना ही हो एक नोड को देखने के बजायआप दो नोड्स को घेरने वाली इस सतह को देखेंगे और कई नोड्स को घेरने वाली ऐसी सतह को सुपर नोड के रूप में जाना जाता है तो आधार रेखा है की यदि एक वोल्टेज स्रोत दो विशेष नोड्स के बीच जुड़ा हुआ हैआप उन दो नोड्स के साथ एक सुपर नोड बनाते हैं और सुपर नोड के लिए समीकरण लिखते हैं आप सुपर नोड को छोड़ने वाली सभी धाराओं का योग लेते हैं और इसे सुपर नोड में इंजेक्ट किए जा रहे कुल करंट के बराबर करते हैं आप यह कैसे करते हैं आपके पास अभी भी वही चर V1 V2 हैंहमारे पास सुपर नोड है सुपर नोड में कई नोड्स होते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना वोल्टेज होता है तो मुद्दा यह है कि आपको नोड 1 से नोड 2 तक जाने वाली धाराओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो आपके पास अभी भी ये शब्द V1 और V2 के अनुरूप हैं तो V1 को नोड 1 पर चालकता के योग से गुणा किया जाएगा और V2 को भी नोड 2 पर चालकता के योग से गुणा किया जाएगा यदि आपके पास नोड 1 और किसी अन्य नोड के बीच चालकता है तो आपके पास उससे संबंधित अन्य शर्तें होंगी तो यह उदाहरण से स्पष्ट होगा यह सुपर नोड है तो नोड्स 1 और 2 के लिए संयुक्त समीकरण कुछ भी नहीं है बल्कि प्रतिरोधों के माध्यम से सुपर नोड को छोड़ने वाली धाराओं का योग है जो V1G11 से मेल खाती है क्योंकि नोड 1 पर हमारे पास केवल एक ही चालकता है लेकिन नोड 2 पर हमारे पास ये 2 चालकता G22 और G23 हैं इसलिए हमारे पास V2G22G23 है और आप इन नोड्स में से किसी 1 से सुपर नोड के बाहर अन्य नोड्स में जा सकते हैं और वे हमेशा की तरह एक नकारात्मक संकेत के साथ दिखाई देंगे V3G23 और अगर हमारे पास 3 चार और G 1 चार के साथ कोई अन्य नोड होता है तो हमें भी मिलेगा V चार × G 1 4 और इसी तरह यह अभी हमारे सर्किट में नहीं है लेकिन अगर यह होता तो वह भी दिखाई देता हमें इस सुपर नोड में इंजेक्ट किए जा रहे स्वतंत्र स्रोतों से कुल करंट को देखना होगा तो आपके पास I 1 है और सुपर नोड में जा रहा है और यहां कुछ भी जुड़ा नहीं है अत योग सरल हो जाता है I 1तो यह वहां नहीं है मैंने इसे एक उदाहरण के रूप में लिया है तो यह समीकरण जो नोड 1 और 2 के समीकरणों को जोड़ता है निरीक्षण द्वारा भी लिखा जा सकता है हमें क्या करना है एक सुपर नोड बनाएं जो उन नोड्स को जोड़ती है जिनके बीच वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है और बाईं ओर आप प्रतिरोधों के माध्यम से सुपर नोड को छोड़कर सभी धाराओं को लिखते हैं दाईं ओर आपके पास सुपर नोड में धाराओं को इंजेक्ट करने वाले सभी स्वतंत्र स्रोत हैं बेशक आप हमेशा उपयुक्त ध्रुवों का उपयोग करते हैं ताकि आप इसे निरीक्षण द्वारा इस तरह लिख सकें बेशक निरीक्षण द्वारा वोल्टेज स्रोत समीकरण को आसानी से लिखा जा सकता है तो V 1 V 2 V शून्य और नोड 3 के लिए वही बात जो हम हमेशा लागू करते थे हमारे पास चालन के योग का V 3 गुना होगा जो V 2 3 G 3 3 V 2 × G 2 3 है और पूरी बात बराबर होगी I 3 तो हमारे पास हमारे तीन समीकरण और तीन चर हैं और हम नोड वोल्टेज के लिए हल कर सकते हैं इन समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में भी रखा जा सकता है लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में कोई सममित संरचना नहीं होगी जैसा हमने पहले किया था वास्तव में मैट्रिक्स फॉर्म मैं एक चालन मैट्रिक्स को कॉल करना जारी रखूंगा लेकिन सभी तत्वों में चालन के आयाम नहीं होंगे मैं इसे इस उदाहरण के लिए दिखाता हूं तो पहली पंक्ति कहें मैं इसे सुपर नोड के लिए लिखता हूं जिसमें G11G22V2G22G23 V1V2V3G23 शामिल होंगे और यह I 1 के बराबर होगा और दूसरा समीकरण वोल्टेज स्रोत के लिए है जो कहता है कि V1 V2 याद रखें कि यह मैट्रिक्स गुणा है यह संख्या गुणा करती है कि यह 1 गुणा करता है कि V1 V2 V0 वोल्टेज स्रोत का वोल्टेज और अंत में हमारे पास नोड 3 के लिए समीकरण है जो कहता है कि G33G23 और G23 I3 के बराबर होंगे तो यह जी मैट्रिक्स है मैं इसे चालन मैट्रिक्स कहना जारी रखूंगा लेकिन ये चालन नहीं हैं वे आयाम रहित मात्रा हैं और इसी तरह यहाँ दाहिनी ओर स्रोत वेक्टर है तो इसमें सभी स्वतंत्र स्रोत शामिल हैं इसलिए यह संरचना अभी भी अच्छी है हमारे पास स्रोत वेक्टर के बराबर होने के लिए कुछ मैट्रिक्स × अज्ञात वेक्टर है मैंने अभी भी I द्वारा निरूपित किया है लेकिन इस स्रोत वेक्टर में अब वोल्टेज स्रोत भी हैं तो स्रोत वेक्टर में स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत और प्रवाह स्रोत दोनों होंगे इसलिए जब आपके पास इस सर्किट में वोल्टेज स्रोत हैं तो आप उन नोड्स से मिलकर सुपर नोड्स बना सकते हैं जिनके बीच वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है और फिर नोडल विश्लेषण के साथ आगे बढ़ें इसलिए संक्षेप में जब आपके पास सर्किट में वोल्टेज स्रोत होते हैं तो आप एक सुपर नोड बनाते हैं जिसमें नोड्स होते हैं जिससे वोल्टेज स्रोत जुड़ा होता है सुपर नोड के लिए एक समीकरण लिखें और आप विशेष नोड्स के बीच वोल्टेज स्रोत द्वारा लगाए गए अवरोध को जोड़ते हैं अब वोल्टेज स्रोतों के अलग अलग तरीकों से होने के कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं तो मैंने दिखाया तो मान लें कि सर्किट इस तरह है कि दो वोल्टेज स्रोत हैं और उनके पास एक सामान्य नोड है उदाहरण के लिए यहां यह वोल्टेज स्रोत नोड 1 और नोड 2 के बीच जुड़ा हुआ है दूसरा 1 नोड 2 और नोड 3 के बीच जुड़ा हुआ है तो इस मामले में आप क्या करेंगे स्पष्ट रूप से आपको इन तीनों नोड्स का एक सुपर नोड बनाना होगा क्योंकि आप इस वोल्टेज स्रोत के माध्यम से प्रवाह को नहीं जानते हैं या एक और वे हमारे समीकरणों से समाप्त करना होगा तो आप तीन नोड्स में से सिंगल सुपर नोड बनाते हैं सामान्य तौर पर इसमें कई नोड हो सकते हैं क्योंकि यदि आपके पास नोड्स के बीच इस तरह से वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है तो आपको दो से अधिक नोड्स के साथ एक सुपर नोड बनाना होगा और यह ठीक है तो आप अभी भी संपूर्ण सुपर नोड के लिए KCL समीकरण लिखते हैं बाईं ओर आपके पास सुपर नोड से निकलने वाले प्रतिरोधों के माध्यम से धाराएं होंगी और दाहिनी ओर आपके पास इस सुपर नोड I1I3 में कुल करंट इंजेक्ट किया जाएगा और फिर आपके पास 2 और समीकरण हैं तो अगर यह V1V2 और V3 है तो आप जानते हैं कि V1 V2 है V0 और V2 V3है V x इसलिए यदि आप दो से अधिक नोड्स को जोड़ते हैं यदि आप तीन नोड्स को सुपर नोड में जोड़ते हैं तो आप दो समीकरण खो देंगे लेकिन निश्चित रूप से आपके पास वोल्टेज स्रोतों से दो बाधाएं होंगी और यह इसका ख्याल रखेगा एक और संभावना इस तरह के सर्किट में है जहां एक विशेष नोड और संदर्भ नोड के बीच एक वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है यदि आप यहाँ V 0 देखते हैं तो यह संदर्भ नोड है यह इस और संदर्भ नोड के बीच जुड़ा हुआ है तो इस मामले में आप क्या करते हैं अब आप नोड 1 के लिए समीकरण नहीं लिखते हैं इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि आप अभी भी एक सुपर नोड बनाते हैं और इस सुपर नोड में नोड 1 और संदर्भ नोड होता है और आप किसी भी तरह से संदर्भ नोड के लिए एक समीकरण नहीं लिखने जा रहे हैं तो आप इस सुपर नोड के लिए कोई समीकरण नहीं लिखते हैं और वोल्टेज स्रोत बाधा सीधे आपको यह नोड वोल्टेज देता है यह आपको बताता है कि वोल्टेज स्रोत बाधा V1V0 तो अनिवार्य रूप से यह नोड वोल्टेज आपको पहले ही दिया जा चुका है यह V शून्य के बराबर है और आपको इसके लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है तो आप नोड 1 के लिए समीकरण नहीं लिखते हैं और आप केवल नोड्स 2 और 3 के लिए समीकरण लिखते हैं इसलिए बस इतना ही करना है स्पष्ट रूप से इसमें जब आपके पास इस तरह का वोल्टेज स्रोत होता है तो नोड 1 पर वोल्टेज V0 के बराबर होगा तो आपको इसके लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है आप इसे ले सकते हैं और बाकी के लिए हल कर सकते हैं पीआर यदि आप अभी भी तीन समीकरण और तीन चर लिखना चाहते हैं तो आपने इसे V0 और V3 के लिए लिखा होगा और आपके पास यह समीकरण V1V0 है किसी भी तरह से यह बिल्कुल ठीक है